नमस्ते अब आर्डिनो के साथ विभिन्न सेंसरों के इंटीग्रेशन को पूरा करने के बाद और हमने रोशनी LED और बाहरी LED इनबिल्ट LED जैसे बुनियादी एक्चुएटर्स का इंटीग्रेशन पूरा कर लिया है इसलिए अब हम इस लेक्चर में मोटर आधारित एक्चुएटर के इंटीग्रेशन पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मुझे एक छोटी सर्वो मोटर मिली है तो यह विशेष रूप से रिमोट कंट्रोल विमानों या RC विमानों के विंग्स और टेल एडर्स को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है तो यह सिर्फ एक गियर मेकैनिज्म के अंदर है मुझे नहीं पता कि यह दिखाई दे रहा है या नहीं तो एक मोटर है और आप जब विभिन्न विथ के पल्सेस को भेजते हैं तो मोटर केवल उस बिट तक घूमती है तो वहाँ ठीक अंदर विभिन्न गियर हैं इसलिए इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि इस मोटर को कैसे इंटीग्रेट किया जाए और इसे हमारी आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाए तो यहाँ हम निम्नलिखित विषयों को कवर करने जा रहे हैं एक्चुएटर्स का परिचय सर्वो मोटर्स और इस सर्वो मोटर को आर्डिनो के साथ इंटरफेस करना तो पहले हार्डवेयर इंटरफ़ेस से निपटेंगे और फिर वास्तविक स्केच जो हम हार्डवेयर पर अपलोड करने जा रहे हैं तो एक्चुएटर्स मूल रूप से मैकेनिकल या इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस हैं वे एनर्जी या सिग्नल को मोशन में परिवर्तित करते हैं और मुख्य रूप से विभिन्न मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स या डिवाइसेस के अन्य कंपोनेंट्स को नियंत्रित गति प्रदान करने के लिए उपयोग करते हैं तो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है सर्वो मोटर में आपके पास विभिन्न मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे गियर और स्क्रू और बॉल बेयरिंग जो यहां पर एक छोटी मोटर के साथ इंटरफ़ेस करते हैं और यह बहुत ही नियंत्रण गति पैदा करता है लेकिन फिर बहुत अधिक कुशलता से प्रदर्शन करने में सक्षम है यह मोटर अकेले में सक्षम है इसलिए आम तौर पर सर्वरों के लिए सामान्य dc मोटर्स की तुलना में टॉप आवश्यकताएं अधिक होती हैं तो यह बाजार में माइक्रो सर्वो के रूप में जाना जाता है इसलिए जब आप माइक्रो सर्वो मोटर्स की तलाश करते हैं तो विभिन्न श्रेणियों और आकारों के सर्वो मोटर्स होते हैं तो यह एक ऐसा है जो बहुत इंटरफेसिंग या एक्सटर्नल सर्किटरी के बिना सीधे हमारे आर्डिनो बोर्ड के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है इसलिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के मोटर आधारित एक्चुएटर हैं दरअसल सर्वो मोटर उनमें से सिर्फ एक है आपके पास सर्वो मोटर्स स्टेपर मोटर्स हाइड्रोलिक मोटर्स सोलनॉइड रिले AC मोटर्स हैं यहां ध्यान देने वाली एक बात यह है कि सोलनॉइड और रिले वास्तव में मोटर आधारित एक्चुएटर नहीं होते हैं लेकिन कभी कभी सोलनॉइड का उपयोग मोटरों को चलाने के लिए किया जा सकता है और किसी भी प्रकार के प्रोग्रामेबल सर्किट के साथ विभिन्न मल्टीपल मोटर्स को इंटीग्रेट करने के लिए रिले का उपयोग किया जा सकता है तो रिले इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्विच की तरह कुछ है जहां सोलनॉइड मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पर काम करता है जब भी आप पास होते हैं तो एक कॉइल होता है एक लोहे के कोयले के चारों ओर एक कॉइल होता है जब भी आप कॉइल के माध्यम से मैग्नेटाइज के पूरे सेट से गुजरते हैं तो आप इसे चुंबक के रूप में उपयोग कर सकते हैं तो पाइप इलेक्ट्रॉनिक लॉक आदि पर पानी को नियंत्रित करने के लिए सोलनॉइड और सोलनॉइड वॉल्स के विभिन्न उपयोग इसलिए हम केवल सर्वो मोटर भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो यह एक हाई प्रेसीजन मोटर है और यह 0 और 180 डिग्री के बीच एक रोटरी मोशन प्रदान करने में सक्षम है और जैसा कि आपने देखा है कि इसमें 3 तारों का एक काला एक लाल और एक पीला उपयोग हुआ है तो कई बार आपके पास हो सकता है कि आप देख सकते हैं कि काले तार को भूरे रंग के साथ भी बदला जा सकता है इसलिए मुझे जो मोटर मिली है उसमें एक काले रंग का तार नहीं है लेकिन इसे एक भूरे रंग का तार मिला है लेकिन इस गहरे रंग तार के बारे में चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है वास्तव में भूरे रंग के लिए रखा गया है फिर लाल एक पावर सप्लाई के लिए है मैं वास्तव में आर्डिनो बोर्ड से 5 वोल्ट पावर सप्लाई करने जा रहा हूं और पीला एक सिग्नल पिन है जो मोटर से कंट्रोल मोशन को सिग्नल प्रदान करने वाला है मोटर से नहीं डिवाइस से यह बोर्ड से मोटर को सिग्नल प्रदान करने वाला है तो फिर भी हमें एक विशेष लाइब्रेरी इंस्टॉल करना होगा इसलिए हम उस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं जो GHT लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन के दौरान है बस आपको एक लाइब्रेरी को अपडेट करना होगा यदि पहले से ही सर्वो लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए अपडेट नहीं किया गया है और स्केच के भीतर हमें इस विशेष सर्वो के उपयोग को सक्षम करने के लिए सर्वो सर्वो मायसर्वो नामक इंस्टेंस बनाना होगा इसलिए आगे बढ़ने से पहले हम लाइब्रेरी में एक बार देख लें लाइब्रेरी मैनेजर में सर्वो की खोज करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि सर्वो के लिए कई ऑप्शन हैं लेकिन मेरे पास सिर्फ एडाफ्रूट PWM सर्वो ड्राइवर लाइब्रेरी है तो यह पहले से ही इंस्टॉल है इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है और एक और बात जब आप एक नया लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सामान्य ID के साथ आपके पास वह भी उदाहरण हैं जब आपने पहली बार डाउनलोड किया था इसलिए आप जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं आपको कुछ नमूना डेमो प्रोग्राम मिलते हैं तो इस एडाफ्रूट PWM सर्वो ड्राइवर लाइब्रेरी के लिए हमारे पास PWM टेस्ट नाम की कोई चीज होती है और हम कुछ सर्वो कहते हैं तो हम उस पर क्लिक करते हैं फिर एक नया स्केच दिखाई देगा तो यह एक कंपनी है जिसने हमें स्केच प्रदान किया है बस आप यह जांचें कि क्या आपका कोड काम कर रहा है या नहीं आपका हार्डवेयर ठीक काम कर रहा है या नहीं आपके बोर्ड में कोई समस्या है या नहीं या आपकी मोटर या ऐसी अन्य चीजों में कोई समस्या है या नहीं तो यह एक बहुत बड़ा कोड है हम वास्तव में कुछ बहुत सरल कर रहे हैं इतना जटिल नहीं तो कोड पर एक नज़र देना होगा अब फिर से हम servoh लाइब्रेरी फंक्शन लाइब्रेरी फ़ाइल को इंक्लूड करते हैं इसलिए एक बार यह यहां शामिल होने के बाद हम मेगा बोर्ड पर पिन नंबर 12 के रूप में एक सर्वो पिन चुन रहे हैं फिर हम इंस्टेंस के लिए सर्वो का एक इंस्टेंस सर्वो डेमो के रूप में बनाते हैं फिर सेटअप के भीतर हम servodemoattach लिखते हैं ये सर्वोडेमो से जुड़े कुछ फंक्शन हैं अतः इसे अटैच करें यह एक पिन नंबर मांगेगा जिससे सर्वो अटैच किया जा रहा है आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे प्रोसेसर बोर्ड के पिन नंबर या आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे आर्डिनो बोर्ड एक बार यह सेटअप हो जाने के बाद हम लूपिंग फंक्शन की ओर बढ़ते हैं तो आपके पास सर्वोडेमो है सर्वो servodemowrite का एक इंस्टेंस अगर हम 0 लिखते हैं तो यह 0 डिग्री घूमता है यह 0 डिग्री तक अपने आप बदल जाता है फिर हम हजार मिलीसेकंड या एक सेकंड के लिए डिले करते हैं फिर हम फिर से सर्वो को स्थानांतरित करने के लिए 90 का वैल्यू लिखते हैं 90 डिग्री फिर से 1 सेकंड की डिले फिर इसके बाद हम सर्वो को 180 डिग्री पर ले जाने की कोशिश करते हैं इसलिए यदि आप पिछली स्लाइड्स में याद करते हैं कि मैंने सर्वो कहा है तो सर्वो 0 और 180 डिग्री के बीच स्थानांतरित करने में सक्षम है तो यह कोड आउट लाइन है इसलिए हमने पहले ही ये कवर कर लिया है कि इसके माध्यम से क्या होगा सर्वो का एक इंस्टेंस बनाएं इंस्टेंस को पिन से जोड़ा जाना चाहिए इससे पहले कि इसे कोड में उपयोग किया जा सके इसका मतलब है सेटअप के भीतर आप उस Servoinstanceattach और पिन नंबर को लिखते हैं यदि आप बस उस Servoinstancewrite को कॉल करते हैं तो यह फ़ंक्शन नहीं करेगा आपको वास्तव में कोडिंग भाग के साथ सर्वो को अटैच करना होगा फिर राइट फ़ंक्शन डिग्री वैल्यू लेता है और तदनुसार मोटर को घुमाता है एक कनेक्शन बहुत सरल है सर्वो के ग्राउंड जो कि डार्क वायर है उसे आर्डिनो बोर्ड पर ग्राउंड से कनेक्ट करें हम पावर सप्लाई वायर जो कि आम तौर पर लाल तार होता है उसे बोर्ड पर 5 वोल्ट पिन से कनेक्ट करें और किसी को भी सिग्नल वायर पिन हम पिन 8 या पिन 12 या किसी भी तरह के डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन का उपयोग कर सकते हैं अब बोर्ड का उपयोग करने का प्रयास करें हम बोर्ड को PC से जोड़ते हैं हम पोर्ट नंबर को सेट करते हैं और बोर्ड प्रकार को हम वेरीफाई करते हैं और फिर कोड अपलोड करते हैं इसलिए जिस कोड पर हम अभी कुछ स्लाइड्स पर चर्चा करते हैं वह आपको पहले आउटपुट 0 डिग्री पर जाएगा यह एक पंक्ति में 0 डिग्री पर जाएगा फिर यह 1 सेकंड के लिए प्रतीक्षा करेगा फिर 90 डिग्री पर जाएगा फिर एक सेकंड के लिए प्रतीक्षा करेगा और अंत में यह 180 डिग्री पर जाएगा और यह चीज बार बार लूप करती रहेगी इसलिए हम इस कोड के कुछ बदलाव देखेंगे तो सर्वो लाइब्रेरी के साथ और भी बहुत से फंक्शन हैं हमारे पास एक नॉब फंक्शन है हमारे पास एक स्वीप फंक्शन है जिसमें माइक्रोसेकंड रीड अटैच्ड डिटैच वगैरह हैं तो अब वापस IDE पर ध्यान केंद्रित करते हैं इसलिए अभी हम जिस कोड पर चर्चा करते हैं वह पहले से ही ओपन है तो हमने सर्वो पिन को पिन 8 के रूप में सेट किया है या हम कोई भी पिन सेट कर सकते हैं मान लीजिए हम इसे पिन 12 या पिन 10 पर सेट कर सकते हैं ठीक है अब कुछ भी करने से पहले हम सर्वो को कनेक्ट करेंगे इसलिए हम बोर्ड पर ग्राउंड वायर ब्राउन या ब्लैक वायर को ग्राउंड पिन से जोड़ते हैं फिर हम बोर्ड पर Vcc को पावर सप्लाई पिन से कनेक्ट करते हैं और अंत में दूसरे रंग के एक तार का उपयोग करते हैं हाँ तो अंत में हम सिग्नल को पीले तार से जोड़ते हैं तो हम इसे पिन 10 से सेट करने वाले हैं इसलिए इसे पिन नंबर 10 में अटैच्ड करेंगे तो यह वही है इसलिए यह सर्वो का कनेक्शन है हमने बोर्ड को PC से जोड़ा अब हम जांचते हैं हमारा प्रोसेसर मेगा 2560 पर है हमेशा वेरीफाई करें हमारे पास मेगा बोर्ड में विभिन्न विविधताएं हैं जैसा कि आप यहां बोर्ड पर देख सकते हैं यदि इस क्षेत्र पर ज़ूम किया जाए तो यह आर्डिनो मेगा 2560 है यह मेगा 2560 पर है हमेशा सावधान रहना बेहतर है तो आप देखते हैं कि यहां दो विविधताएं हैं मेगा 2560 पर और मेगा 1280 पर इसलिए हम 2560 को चुनते हैं पोर्ट का चयन किया गया है हम इस कोड को वेरीफाई करते हैं इसलिए यह कोड में कोई त्रुटि नहीं लगती है अब हम अपना कोड अपलोड करते हैं अब यदि आप मोटर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मैं रीसेट कर दूंगा यह पहले 0 पर फिर 90 और फिर 180 पर एलाइन हो जाएगा अब हम इस कोड के विभिन्न बदलावों को आजमा सकते हैं बस आउटपुट सिग्नल पिन को निकाल दीजिए इसलिए मान लीजिए कि ID 090 और 180 के बजाय हम 45 45 और 45 देते हैं तो देखते हैं कि यह क्या करता है तो यह कुछ भी करने जैसा नहीं लगता है इसलिए एक भिन्न भिन्नता की कोशिश करेंगे हम इसे 0 देते हैं हम इसे 90 देते हैं हम इसे 90 देते हैं इसलिए ऐसा लगता है कि हमने कुछ त्रुटि की है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह avdude टाइम आउट को दर्शाता है यह कंपाइलर टाइम आउट है तो फिर से जांच करेंगे कि इसमें क्या गलत है आइए हम मूल कोड पर जाते हैं पोर्ट एसेट बोर्ड एसेट इस के साथ कुछ गलत है यह स्थायी रूप से यलो है हम एक चीज करते हैं हम कोड को पुनः आरंभ करेंगे तो हम फिर से कोड कंपाइल करते हैं और कोड अपलोड करते हैं इसलिए कई अन्य फंक्शन हैं जिन्हें हम उस सर्वो के साथ आज़मा सकते हैं हमारे पास एक नॉब स्वीप राइट है तो यह वास्तव में उपयोगकर्ता पर निर्भर है कि आप एक नया एप्लिकेशन बनाने के लिए इन फंक्शन को इन लाइब्रेरीज में कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं इसलिए मुझे आशा है कि आप आर्डिनो बोर्डों के साथ IoT सेवाओं के निर्माण का आनंद लेंगे और सरल सेंसर को इंटीग्रेट करके उन्हें विभिन्न नवीन तरीकों से इंटीग्रेट करेंगे